पिछली क्लास में हमने डुअल सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म का अध्ययन किया जहां हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल का उपयोग किए बिना सभी अधिक या बराबर कंस्ट्रेंट के साथ एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को हल किया हमने यह भी कहा कि सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम में हमने सही माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि RHS 0 से अधिक या बराबर था जिसका अर्थ था कि प्राइमल व्यावहारिक था और जिनमें से कुछ पॉजिटिव थे यह संकेत देते हैं कि डुअल व्यावहारिक है पॉजिटिव दर्ज करके हमने डुअल व्यवहार्यता सुनिश्चित की इसलिए इस सिम्प्लेक्स में हमारे पास प्राइमल व्यवहार्यता थी और हम डुअल व्यवहार्यता की ओर बढ़े और फिर हमें इष्टतम समाधान मिला डुअल सिम्प्लेक्स में हमारे RHS की तरफ नेगेटिव वैल्यू थी जो यह दर्शाता था कि प्राइमल अव्यवहार्य हो सकता है लेकिन डुअल हमेशा व्यवहार्य था और फिर एक बार जब हमने पहले लीविंग वैरिएबल और फिर एंटरिंग वेरिएबल का फैसला किया हम प्राइमल व्यवहार्यता पर पहुंच गए और इसलिए इष्टतम इसलिए डुअल सिम्प्लेक्स ने सुनिश्चित किया कि डुअल हमेशा व्यवहार्य थे और प्राइमल अव्यवहार्य था और अंत में हम इसे व्यवहार्यता की ओर ले आए अब हम एक समस्या को देखते हैं जो यहाँ दिखाई गई है तो 2 से कम या बराबर कंस्ट्रेंट्स 1 से कम या बराबर कंस्ट्रेंट्स के साथ मैक्सीमाइजेशन प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन मे एक नेगेटिव टर्म भी है तो चलिए पहले बिना आर्टिफिशियल वैरिएबल के सिम्पलेक्स टेबल को सेटअप करते हैं आमतौर पर दूसरा कंस्ट्रेंट जो अधिक या बराबर होता है एक नेगेटिव स्लैक के परिणामस्वरूप होता हैं और इसलिए परिणाम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल होता हैं अब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लाते हैं हमने नेगेटिव स्लैक X5 को बनाए रखा है और फिर हम 1 से गुणा करते हैं ताकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए ताकि X4 X5 X6 का उपयोग करते हुए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां मिल जाए और हम सिम्प्लेक्स टेबल शुरू कर सके अब जब हम सिम्प्लेक्स टेबल शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि RHS वैल्यू यहां नेगेटिव पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव संकेत देता है कि प्राइमल अव्यावहारिक है एक वेरिएबल की यहां नेगेटिव वैल्यू है हम की गणना भी करते हैं X4 X5 और X6 के साथ शुरू करने के लिए 3 कंस्ट्रेंट्स हैं तो X4 X5 और X6 बेसिक वेरिएबल के रूप में 0 के साथ ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन योगदान के रूप में हैं तो 4 1 5 0 0 और 0 हैं इसलिए महसूस करते हैं कि हमारे पास एक स्थिति है अगर हम इस तरह एक सिम्प्लेक्स टेबल बनाते हैं तो इस तरह की स्थिति होती है जहां सभी RHS 0 से अधिक या बराबर नहीं हैं प्राइमल अव्यवहार्य है में से एक नेगेटिव है उनमें से बाकी पॉजिटिव हैं तो यह पॉजिटिव इंगित करता है कि डुअल भी अव्यवहार्य है तो हमारे पास एक स्थिति है हमारे पास एक समाधान है जहां प्राइमल अव्यवहार्य होने के साथ साथ डुअल भी अव्यवहार्य है अब तक सिंप्लेक्स में हम हमेशा प्राइमल व्यवहार्यता बनाए रखते हैं डुअल सिंप्लेक्स में हम हमेशा डुअल व्यवहार्यता बनाए रखते हैं लेकिन अब हम यह देखते हैं कि हमारे पास उनमें से कोई भी संतुष्ट नहीं है क्या हम अभी भी आगे बढ़ सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं या हमें बिग m और आर्टिफिशियल वेरिएबल का उपयोग करना चाहिए जवाब है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और इसे कर सकते हैं और हम यह देखेंगे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को जोड़े बिना इसे कैसे किया जाए बशर्ते समस्या का एक इष्टतम समाधान हो तो चलिए हम कोशिश करते हैं और इसे करते हैं इसलिए हम यह अनुसरण कर सकते हैं जो सिम्पलेक्स तरीका कहलाता है कि पहले पॉजिटिव को इंटर करते हैं और फिर एक लीविंग वैरिएबल खोजते हैं या हम जिसे डुअल सिम्पलेक्स कहते हैं कर सकते हैं जिसमें जिस वेरिएबल की नेगेटिव वैल्यू हो उसे छोड़ते हैं तो पहले लीविंग वैरिएबल की पहचान करते हैं और फिर एंट्रीग वैरिएबल की पहचान करते हैं तो हम दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं तो अभी हम इसे डुअल सिम्पलेक्स तरीके से शुरू करते हैं जिसका अर्थ है कि हम पहले लीविंग वैरिएबल की पहचान करेंगे तो 40 के साथ वेरिएबल X5 वह वेरिएबल है जो पहले निकलता है तो हमें एंटरिंग वेरिएबल का पता लगाना होगा चूँकि हम इसे डुअल सिंपलेक्स तरीके से कर रहे हैं इसलिए हमें कोएफिशिएंट या गुणांक का पता लगाना होगा यहां केवल एक नेगेटिव है इसलिए हमें केवल नेगेटिव वैल्यू को देखना होगा समस्या एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है इसलिए हमें केवल नेगेटिव मूल्यों को देखना होगा यहां केवल 1 है और जिसका पीवट रो में एक नेगेटिव कोएफिशिएंट है तो 18 के अनुपात के साथ केवल 1 उम्मीदवार है और वेरिएबल X2 एकमात्र उम्मीदवार है जो एंटर करेगा तो अब हम वेरिएबल X5 को वेरिएबल X2 से बदलकर अगला इटरेशन कर सकते हैं तो हमने यह कहकर डुअल सिंपलेक्स सरल तरीका शुरू किया है कि X2 X5 की जगह लेगा तो हम अगले इटरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैंने अगला इटरेशन यहाँ दिखाया है तो हमने इसे लीविंग वेरिएबल के रूप में शुरू किया है और इसमें एंटरिंग वेरिएबल है तो मैं 3 कंस्ट्रेंट्स के साथ समस्या को समझने के लिए इसे एक अवसर के रूप में उपयोग करता हूं अब जब हमने या तो सिम्प्लेक्स या डुअल सिम्प्लेक्स किया हमने अपने सभी उदाहरणों को 2 कंस्ट्रेंट्स के साथ हल किया है तो यह हमारा पीवट एलिमेंट है इसलिए पीवट रो के प्रत्येक एलिमेंट तत्व को पीवट एलिमेंट द्वारा विभाजित करेंगे तो 5 8 हमें 58 देगा मैं हर शब्द पर प्रकाश डाल रहा हूं जो हम इस टेबल में कर रहे हैं 8 8 1 7 8 78 0 8 1 8 1 8 और 8 5 तो हमने अगली इटरेशन या नई इटरेशन में दूसरी रो या पीवट रो को लिखा अब इसे डुअल सिंपलेक्स इटरेशन कहा जाता है और चूंकि पीवट एलिमेंट नेगेटिव है और RHS भी नेगेटिव है अगली इटरेशन में हमें यहां एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो कि डुअल सिंप्लेक्स इटरेशन में नेगेटिव पीवट होने का उद्देश्य है फिर हमें पहली रो के साथ साथ तीसरी रो भी करनी है अब पहली रो को करने के लिए हम इस एलिमेंट को देखते हैं जो कि 4 है अब हमने पहले से ही यहाँ 1 बना लिया है हमने यहाँ 1 बनाया है जो पिवट एलिमेंट से नया पिवट है तो हम इस 4 को देखते हैं हम इस 4 को देखते हैं और फिर हमें एक 0 की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट्स हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है तो X के अनुसार X4 के तहत हमारे पास 1 0 0 होना चाहिए X2 के तहत हमारे पास 0 1 0 होना चाहिए X6 के तहत हमारे पास 0 0 1 1 होना चाहिए अब हमारे पास 1 है इसलिए हमारे पास 0 4 4 गुना 1 0 होना चाहिए इसलिए हम इसे पहले लिख सकते हैं तो पहली रो 4 गुना दूसरी रो रो ऑपरेशन है तो 3 4 गुना 58 3 208 जो 48 है जो 1 2 है 5 4 गुना 78 तो 5 288 128 32 तो 3 2 तो 1 4 बार 0 1 0 4 गुना 18 12 है 0 4 गुना 0 0 है 30 4 गुना 520 10 है तो हमने यह पहली रो को पूरा कर लिया है अब हमें तीसरी रो लिखना होगा पुरानी वैल्यू जिसकी वैल्यू 6 है इसलिए 6 6 गुना 1 1 देगा तो नियम है नई तीसरी रो पुरानी तीसरी रो 6 गुना नई पीवट रो या दूसरी नई रो है तो 6 6 गुना 1 0 है 4 6 x 58 तो 4 308 328 308 28 है जो 14 है बेशक 6 6 गुना 1 0 है 5 6 गुना 14 5 6 गुना 7 8 तो 5 428 408 428 28 है जो 1 4 बन जाता है 0 6 गुना 0 0 है 0 6 गुना 18 68 है जो 3 4 है 1 6 गुना 0 1 है और 36 6 गुना 530 6 है तो यह अगला समाधान है इस प्रकार से जब हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट होते हैं तो हम इटरेशन करते हैं अब बेसिक वेरिएबल X4 X2 X6 हैं इस क्रम में आप आईडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 पाएंगे अब हम की वैल्यू ढूंढते हैं तो यहां दो 0 हैं इसलिए हमें गुणा नहीं करना है 1 वह है जो योगदान देगा तो पहले वाला है 4 58 4 4 58 4 1 x 58 4 58 32 5 37 8 बेसिक वेरिएबल में के रूप में 0 होगा इसलिए हमें इसके बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है अब हम तीसरे को देखते हैं तो 5 1 x 78 5 78 जो 478 है और अंतिम 0 है 1 x 18 हमें 1 8 देगा यदि हम चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन वैल्यू की गणना कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं हम इसे कर सकते थे 5 वैल्यू है लेकिन मैंने इसे नहीं दिखाया है क्योंकि मेरे पास नेगेटिव कोएफिशिएंट है लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं है हम ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन की गणना कर सकते हैं और इसे 5 के रूप में लिख सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक इटरेशन है जिसकी कुछ वैल्यू पॉजिटिव हैं इसका मतलब है कि हम X3 जिसका सबसे बड़ा पॉजिटिव कोएफिशिएंट है एंटर करके सिंपलेक्स तरीके से आगे बढ़ सकते हैं हम RHS की ओर देखते हैं अब हमें पता चलता है कि RHS व्यवहार्य है इसलिए हम डुअल सिंपलेक्स तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो इस इटरेशन में हम केवल सिंपलेक्स तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और इसलिए हम जिसमें सबसे बड़ा है वेरिएबल X3 को एंटर करके सिंपलेक्स तरीके से आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसा करते हैं हम वेरिएबल X3 को एंटर करते हैं अब लीविंग वेरिएबल का पता लगाने के लिए हम सिंपलेक्स तरीका करेंगे 10 32 203 10 32 203 5 78 407 407 6 203 6 तो 407 सबसे छोटा है और 407 समाधान छोड़ देगा तो अगली इटरेशन में वेरिएबल X3 समाधान में प्रवेश करेगा और वेरिएबल X2 समाधान छोड़ देगा अब यह यहाँ दिखाया गया है मैंने यहाँ बहुत सारे इटरेशन को दिखाया है इसलिए X3 ने यहां एंटर किया है और X2 ने छोड़ दिया है तो आप देखते हैं कि X3 ने समाधान में एंटर किया है और इसमें कोई X2 नहीं है तो फिलहाल मैं हर एक गणना को नहीं देखूंगा आप सिम्पलेक्स टेबल देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अब जब हम इसे अगली इटरेशन करते हैं जो इस समस्या की तीसरी इटरेशन है तो आपको पता चलता है कि X4 X3 और X6 बेसिक वेरिएबल हैं अब जब हम इटरेशन पूरी करते हैं तो हमारे पास एक समाधान X4 107 X3 407 और X6 527 है जिसका ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन वैल्यू 2007 है अब वैल्यू 37 477 और 57 है X3 X4 और X6 के साथ हैं जो कि बेसिक वेरिएबल हैं जिनमें 0 हैं इसलिए हम इस पॉजिटिव में रुचि रखते हैं अब फिर से हम देखते हैं कि इस इटरेशन में प्राइमल व्यवहार्य है तो 107 407 527 व्यवहार्य है और इसलिए हम डुअल सिंपलेक्स तरीके से नहीं कर सकते हैं हम केवल समाधान में वेरिएबल X5 एंटर करके सिंपलेक्स करेंगे अब लीविंग वेरिएबल का पता लगाने के लिए 107 57 2 527 57 525 है तो 107 वेरिएबल X4 समाधान छोड़ देगा फिर हम अगले इटरेशन पर जाते हैं तो X5 इंटर करेगा X4 छोड़ देगा आप यह देख सकते हैं X5 एंटर किया है X4 समाधान में नहीं है अब समाधान X5 2 X3 6 X6 6 है जो यहां व्यवहार्य है लेकिन जारी रखने पर हमें पता चलता है कि एक पॉजिटिव है इसलिए हम सिंपलेक्स तरीके से करते हैं हम डुअल सिंपलेक्स नहीं कर सकते हम सिंपलेक्स तरीका करते हैं और फिर हम समाधान में X1 इंटर करते हैं जब हम समाधान में X1 इंटर करते हैं तो X6 6 के न्यूनतम अनुपात के साथ समाधान छोड़ देगा इसलिए आप देखेंगे कि X1 अब X6 के स्थान पर समाधान में आ रहा है अब इस इटरेशन के अंत में आपको पता चलता है कि समाधान X1 6 X3 125 X5 345 है जिसकी ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन वैल्यू 36 के बराबर है अब प्राइमल व्यवहार्य है 345 125 और 6 अब हम वैल्यू को देखते हैं 3 बेसिक वैरिएबल्स जो मैं यहाँ हाइलाइट कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो 3 बेसिक वैरिएबल हैं X1 X3 और X5 तोआईडेंटिटी मैट्रिक्स के तहत X1 में 0 है X3 में 0 है और X5 में 0 है लेकिन अगर मैं 3 नॉन बेसिक वैरिएबल देखता हूं तो इसमें 7 है इसमें 0 है इसमें 1 है

तो कोई पॉजिटिव नहीं है एल्गोरिथ्म इष्टतम समाधान देने की समाप्ति करता है जो X1 6 X3 125 X5 345 और ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन वैल्यू 36 के बराबर है इष्टतम यहाँ इस बिंदु पर पहुँच गया है जब हमारे पास 36 के बराबर ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन के साथ यह समाधान होता है तो इष्टतम है हालाँकि हम कुछ दिलचस्प देखते हैं कि नॉन बेसिक जो इस वेरिएबल के करेस्पॉडिंग है इस वेरिएबल के करेस्पॉडिंग भारत अब 0 है यह नेगेटिव नहीं है इसमें 0 है अब क्या हम इसे इंटर कर सकते हैं यह दूसरा प्रश्न है अब इस घटना को अल्टरनेट ऑप्टिमम कहा जाता है इसलिए इष्टतम पर पहुँच जाते है जब सभी ≤ 0 होते हैं तो मैं दोहराता हूँ जब सभी ≤ 0 होते हैं इष्टतम पहुँच जाते है और यदि फिर भी नॉन बेसिक 0 है वह अल्टरनेट ऑप्टिमम इंगित करता है इसलिए हम इसे एंटर कर सकते हैं और वैकल्पिक समाधान को देख सकते हैं इसलिए यदि हम इसे एंटर करते हैं तो यह वेरिएबल अंदर आ जाएगा और वेरिएबल X3 निकल जाएगा और अगर हम एक और सिम्प्लेक्स इटरेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन में कोई वृद्धि नहीं है क्योंकि यह एक अल्टरनेट ऑप्टिमम है और हम z 36 के साथ X1 9 पाते हैं यह भी दिलचस्प है कि हमें पता चलता है कि आईडेंटिकल हैं पिछले की तुलना में वे आईडेंटिकल हो जाएंगे एक बार फिर अगर हम देखते हैं कि यह इष्टतम पहुँच गया है लेकिन 0 वैल्यू के साथ नॉन बेसिक है 0 मान के साथ एक नॉन बेसिक है नॉन बेसिक क्योंकि ये वैल्यू आईडेंटिटी मैट्रिक्स मे नहीं हैं तो पुनः अगर मैं X3 को एंटर करता हूं तो मैं देखता हूं कि X4 समाधान छोड़ देगा और X3 X4 में आ जाएगा मैं इसे हल कर दूंगा मैं पिछले समाधान को अब दोहराऊंगा पिछला समाधान अब दोहराया जाएगा इसलिए मुझे यह समझना होगा कि अल्टरनेट ऑप्टिमम हो रहा है और फिर मैं समाप्त कर दूंगा तो यह एक बड़ी समस्या को हल करने का एक तरीका है एक 3 कंस्ट्रेंट समस्या और इस समस्या ने हमें यह समझने में भी मदद की कि अल्टरनेट ऑप्टिमा हो सकता है अब हम यह कर सकते हैं इस समस्या को हल करने के लिए हमने वास्तव में डुअल सिंपलेक्स तरीके से शुरुआत की अब हमने यह भी कहा कि हम सिंपलेक्स तरीके से शुरू कर सकते हैं तो यह पहली टेबल है अब इस 40 को छोड़ने के बजाय हम सिंपलेक्स तरीका शुरू कर सकते थे इसलिए यदि हमने सिंपलेक्स तरीका शुरू किया है तो यह वेरिएबल X3 आएगा क्योंकि इसमें सबसे बड़ा है अब अनुपात 305 6 हैं यहाँ मुझे अनुपात नहीं मिला क्योंकि पिवट एलिमेंट नेगेटिव है मुझे अनुपात नहीं मिला और 365 6 छोटा है इसलिए 6 जाएगा अब वेरिएबल X3 इंटर होगा और वेरिएबल X4 निकल जाएगा और अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस पर आता हूं और 4 इटरेशनस या 3 इटरेशनस के बाद मुझे वास्तव में यह समाधान 36 के साथ मिलता है और एक बार फिर आपको पता चलता है कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमम है और फिर हम ऐसा कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं तो अगर इसी समस्या को अगर हमने पहले इस उदाहरण में डुअल सिम्प्लेक्स तरीके से शुरू किया था अगर हमने डुअल सिम्प्लेक्स तरीके से शुरू किया तो सबसे पहले हमें समाधान मिला लेकिन हमने कई इटरेशन को किया जब हमने सिम्प्लेक्स तरीका किया तो हमें यह भी महसूस हुआ कि अगले इटरेशन में यह 40 अपने आप व्यवहार्य हो रहा था और इसलिए डुअल सिम्प्लेक्स को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी तो इससे हमें यह समझने में भी मदद मिलती है कि हम या तो सिम्प्लेक्स तरीके से कर सकते थे या हम डुअल सिम्प्लेक्स तरीके से कर सकते थे लेकिन हमें अंतिम समाधान 36 के साथ मिलेगा क्योंकि अलटरनेट ऑप्टिमम है हम अलटरनेट ऑप्टिमम फिर से करते हैं और हम देखते हैं 36 की आवृत्ति फिर से हो रही है और यह वेरिएबल जो अंदर आ रहा है रिपीट होगा दोहराएगा अब दिलचस्प रूप से इस समस्या को देखने का एक तीसरा तरीका भी है अब मैं सिंपलेक्स कर सकता था लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर मैंने सिंपलेक्स तरीका भी किया होता तो मैं सामान्य रूप से आगे निकल जाता और वेरिएबल X3 एंटर करता क्योंकि इसमें सबसे बड़ा है लेकिन इसके बजाय अगर मैं वेरिएबल X1 को चुनता हूं जिसमें सबसे बड़ा नहीं है अगर मैं कहता हूं कि कोई भी पॉजिटिव X1 में आ सकता है और X4 चला जाएगा और आप देखते हैं कि एक इटरेशन में हम z 36 के साथ इष्टतम समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं हमें यह समाधान 9 के साथ मिलता है फिर से अल्टरनेट ऑप्टिमा को इस 0 की उपस्थिति से इंगित किया जाता है और अगर हम अगली इटरेशन करते हैं तो हमें दूसरा समाधान मिलेगा इसलिए इस उदाहरण से हम कुछ चीजों को समझ गए हैं एक यदि आपको मिश्रित प्रकार के कंस्ट्रेंट की समस्या है यदि समस्या का समाधान है तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ने की आवश्यकता नहीं है हम सिंप्लेक्स और डुअल सिंप्लेक्स का एक संयोजन कर सकते हैं ऐसे इटरेशन हो सकते हैं जहां दोनों संभव हैं हम उनमें से एक ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं ऐसे इटरेशन हो सकते हैं जहाँ केवल एक ही संभव है और हम उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं एक सामान्य दिशानिर्देश यह है कि यदि दोनों संभव हो तो पहले सिम्प्लेक्स को आज़माएँ न कि डुअल सिम्प्लेक्स को जिसका अर्थ है कि पहले एक पॉजिटिव के साथ एक वैरिएबल इंटर करें और फिर आगे बढ़ें केवल अगर यह पूरी तरह से आवश्यक है कोई एंट्रीग नहीं है और केवल डुअल सिंप्लेक्स इटरेशन संभव है तो डुअल सिम्प्लेक्स करें इस उदाहरण के माध्यम से हमने जो दूसरी चीज सीखी वह अल्टरनेट ऑप्टिमा की उपस्थिति है इसलिए जब हमारे पास इष्टतम सभी ≤ 0 तक पहुंच गए है और तब हम पाते हैं कि 0 के साथ एक नॉन बेसिक है तो यह अल्टरनेट ऑप्टिमम को इंगित करता है और हम दोहराएंगे और हम इनमें से कोई भी समाधान निकाल सकते हैं वास्तव में यह भी कहा जाता है यह भी सच है कि जब हमारे पास अल्टरनेट ऑप्टिमम होते है तो हमारे पास न केवल ये 2 समाधान होते हैं बल्कि हमारे पास अनंत अल्टरनेट ऑप्टिमम समाधान भी होते हैं लेकिन सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म एक एल्गोरिथ्म होने के नाते कोने के बिंदुओं को देखता है जो हमें केवल इसी करेस्पॉडिंग कोने के अंक देगा डुअल को हल करने और डुअल समाधान को समझने के कुछ और पहलू हम अगली क्लास में देखेंगे